रसायन विज्ञान पर लेक्चर में आपका स्वागत है आज के लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक को देखेंगे जिसे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के रूप में जाना जाता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रा और आज और संभवत अगले लेक्चर में हम माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा की जांच करेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा का अध्ययन करने के कुछ कारण मैं आपको विस्तार से बताता हूँ यदि आप अणु की ज्यामिति या अणु की संतुलन संरचना के बारे में अधिक बताता है जो अणु में प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए आपको यह भी महसूस होता है कि परमाणु एक दूसरे से कैसे बंधे हैं और इसी तरह तो सटीक ज्यामिति और अणुओं का आकार कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम हमेशा कई यौगिकों के गैस वेव स्पेक्ट्रा से चिंतित होते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है वह निश्चित रूप से घूर्णी स्पेक्ट्रम या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए है अणु में एक स्थायी dipole moment या एक चार्ज asymmetric होना चाहिए प्लस और माइनस चार्ज केंद्र एक दूसरे से अलग होने चाहिए तो आइए हम एक विशिष्ट डायटोमिक अणु के लिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम को देखें जिसमें एक dipole moment होता है आइए मान लें कि द्विपरमाणुक अणु की गणना करना आसान है बांड कोणों और बांड की लंबाई के एकअस्थायी मॉडल का उपयोग करके गणना करना आसान है moments of inertia की गणना करें spectral parameters की गणना करें प्रयोगों के साथ उन्हें सत्यापित करें और फिर वापस जाएं और इसे फिर से करें आइए हम एक दृढ़ diatomic molecule का एक सरल उदाहरण लेते हैं और आरंभ करने के लिए एक क्लासिकल चित्र की कल्पना करते हैं मान लीजिए कि हम एक diatomic molecule को दो अलग अलग द्रव्यमानों के रूप में लिखते हैं m1 और m2 एक बॉन्ड लेंथ से जुड़े होते हैं जो उनके द्रव्यमान केंद्रों और दूरी r से जुड़ा होता है फिर इस अणु की रोटेशनल गतिज ऊर्जा रोटेशन के अक्षों के बारे में है रोटेशन के तीन अक्ष हैं एक अक्ष है जो बॉन्ड से होकर गुजरता है बॉन्ड को समाक्षीय के लंबवत है और यहां का बॉन्ड मूल रूप से स्क्रीन के उस तल के लंबवत है जिसे आप देख रहे हैं तो तीन अक्ष हैं अब जब हम इस अणु के लिए moments of inertia की गणना करते हैं ताकि सिस्टम के लिए रोटेशनल गतिज ऊर्जा की गणना के लिए अक्षों में से एक तीन अक्षों में से एक के रोटेशन के लिए हम क्या करते हैं क्लासिकल रूप से हम परमाणुओं की दूरी की गणना करते हैं अक्ष से परमाणुओं की लंबवत दूरी को उनके द्रव्यमान से गुणा किया जाता है तो हम वही करते हैं जिसे miri2 कहा जाता है I क्लासिकलरूप से किसी भी अक्ष A के बारे में अनिवार्य रूप से axes से उनकी लंबवत दूरी से गुणा किए गए सभी द्रव्यमानों पर योग है और सभी परमाणुओं पर संक्षेप में है यहाँ दो परमाणु हैं और इसलिए आपके पास axes m1r12 m2r22 से दूरी होगी एक साधारण two body kinematics आपको बताता है कि moment of inertia भी इस सूत्र μr2 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है जहां μ को reduced mass m1 m2 m1 m2 के रूप में दिया जाता है और r अंतर परमाणु नहीं जुड़ी है

अब इस अक्ष से जुड़ी रोटेशनल गतिज ऊर्जा या इस रेखा के लंबवत अक्ष के साथ साथ बॉन्ड अक्ष के बारे में क्या उन दोनों के लिए लंबवत दूरियां समान हैं और द्रव्यमान m1 और m2 होने के कारण यह सूत्र आपको उन दोनों अक्षों के लिए बताता है moments of inertia I सरल सूत्र μr2 द्वारा दिए गए हैं यह एक क्लासिकल एक बहुत ही प्राथमिक क्लासिकल मैकेनिकल सूत्र है आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और वास्तव में इसे प्राप्त करने के लिए आपके लिए यह एक अभ्यास होना चाहिए म्यू एक reduced mass और r अंतर परमाणु दूरी होने के कारण आपको इस सूत्र की ओर ले जाता है कि वह moment of inertia I है इसे moments of inertia के रूप में देखते हुए घूर्णी गतिज ऊर्जा times moments of inertia गुणा जहां ओमेगा कोणीय वेग है जो कि दिए गए अक्ष के परितः रोटेशन की गति है घूर्णी कोणीय गति से J को I ω द्वारा दिया जाता है आप जानते हैं कि रोटेशनल गतिज ऊर्जा द्वारा दी जाती है यह क्लासिकल सूत्र है और रोटेशनल गतिज ऊर्जा दोनों अक्षों में समान है और बिंदु द्रव्यमान सन्निकटन एक आकार और आवेश है और वे सभी चीजें तो आप यह जान सकते हैं कि moment of inertia इतना छोटा है कि आपको अभी भी एक्सेस की ओर rotational degree of freedom के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है यह लगभग एक मुक्त रोटेशन है जिसमें कोई ऊर्जा नहीं जुड़ी है इसलिए केवल एक रैखिक अणु के लिए केवल दो rotational degrees of freedom होती हैं और एक कठोर अणु के लिए दोनों degrees of freedom में moment of inertia एक ही होता है और इसलिए एक रैखिक अणु की रोटेशनल गति से जुड़ा moment of inertia केवल एक होता है अब यह क्लासिकल मैकेनिकल सूत्र है स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन मॉलिक्यूलर ऊर्जा स्तरों को देखकर किया जाता है जो मॉलिक्यूलर श्रोडिंगर समीकरण को हल करके प्राप्त किए जाते हैं और श्रोडिंगर समीकरण जैसा कि आप पिछले मॉडलों और व्याख्यानों से जानते हैं हम क्लासिकल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं हम क्लासिकल हैमिल्टनियन को लिखते हैं और फिर हम इसे क्वांटम मैकेनिकल सूत्र में बदल देते हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो क्लासिकल यांत्रिकी में कोणीय गति J जो कि r x p सूत्र द्वारा दिया जाता है संगत क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर बन जाती है J के लिए Jx Jy और Jz घटक बनें जैसे आपने मोमेंटा के मामले में किया था और इन्हें नीचे लिखा जा सकता है और आप पूरे बीजगणित के माध्यम से सिस्टम के लिए हैमिल्टनियन को फिर से ऑपरेटर के रूप में लिखने के लिए इस अंतर के साथ जा सकते हैं कि यह क्वांटम मैकेनिकल है और कोणीय गति J अब एक क्वांटम मैकेनिकल मात्रा है और इसलिए इसमें बहुत विशेष गुण हैं जो क्लासिकल कोणीय गति के समान नहीं हैं बस मैं आपको हाइड्रोजन परमाणु की problem के रोटेशन पर ले जाता हूं जो कई लेक्चर पहले किया गया था हाइड्रोजन परमाणु में जब हमने हैमिल्टनियन को हल किया तो हमने spherical polar coordinates के रूप में हाइड्रोजन परमाणु हैमिल्टनियन को व्यक्त किया और आपको याद होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का कोणीय भाग हैमिल्टनियन था अगर आपको याद हो वह और कुछ नहीं था यह वह कोणीय भाग भाग इस सूत्र द्वारा दिया गया है इसलिए जो तुरंत स्पष्ट हो जाता है वह यह है कि यदि हमारे पास श्रोडिंगर समीकरण को HΨ EΨ के रूप में लिखा गया है और यदि H को टाइम्स के रूप में लिखा जाता है तो जो आपके पास है जो θ का function है और φ E गुणा ψ के अलावा और कुछ नहीं है जिसे आपने पहले व्युत्पन्न किया था ψ है और इसे अब के द्वारा बदल दिया गया है जहाँ K की वही भूमिका है जो m की है और J में अणु की rotational motion से जुड़ी क्वांटम संख्या है यह आपको तुरंत यह भी बताता है कि ऊर्जा का मूल्य क्या होना चाहिए और ऊर्जा आपको याद है कि h bar square by 2I है जो यहां बाईं ओर है H psi बराबर E psi आपको देता है पहले यह आपको I मिलेगा जो आपके पास है वह डायटोमिक अणु से जुड़ी rotational kinetic energy है E rotational यहां कोई संभावित ऊर्जा नहीं है हम केवल कठोर परमाणु rigid body motion के बारे में चिंतित हैं रोटेशनल गतिज ऊर्जा रोटेशनल diatomic molecule की कुल ऊर्जा है इसलिए E रोटेशन अब द्वारा दिया गया है यह सरल कठोर diatomic model है जिसमें J का मान 0 1 2 3 वगैरह है और यदि आपको याद हो तो K का मान वही है जो पहले m का मान था K J J 1 से J 1 से J तक जाता है तो K के लिए 2J1 मान हैं जिसका अर्थ है कि J के प्रत्येक मान के लिए डायटोमिक अणु से जुड़े rotational energy levels में उनके साथ जुड़े प्रत्येक J से जुड़े 2 J 1 wave functions होते हैं उन सभी में समान ऊर्जा है जो इस सूत्र द्वारा दी गई है इसलिए ऊर्जा का स्तर degenerate या 2J 1 गुना degenerate होता है इन ऊर्जा स्तरों में से प्रत्येक से जुड़े wave functions में गोलाकार हार्मोनिक्स के समान रूप होता है अब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के लिए ऊर्जा स्तर आरेख को देखें ऐसा करने से पहले मैं उस convention का परिचय देता हूं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं जब हम सिस्टम से जुड़ी रोटेशनल गतिज ऊर्जा रोटेशनल ऊर्जा क्वांटम मैकेनिकल रोटेशनल ऊर्जा को लिखते हैं आइए हम इसे स्पष्ट रूप से ठीक करें h square by 4 pi square into 2I J into J plus 1 है जो है अब याद रखें कि ऊर्जा को वेव संख्याओं के रूप में लिखने का एक और तरीका है तरंग संख्या नू बार जैसे कि E इस सूत्र द्वारा दिया गया है इसलिए यदि हम E रोटेशनल ऊर्जा को क्वांटम संख्या J के अनुरूप लिखते हैं h स्थिर है c एक कांस्टेंट है h प्लैंक कांस्टेंट है c प्रकाश की गति है इसलिए क्वांटम संख्या J के साथ कोई association नहीं है और यह जिसके द्वारा दिया जाता है और इसलिए यदि हम वेव संख्याएँ नू J लिखते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिकिस्ट के पास इस कांस्टेंट के लिए एक संकेतन है h एक प्लैंक नियतांक है c प्रकाश की गति है और I निश्चित रूप से अणु से जुड़ी moment of inertia है तो यह प्रत्येक अणु से जुड़ा एक कांस्टेंट है और इसे प्रतीक B दिया जाता है और इसे diatomic molecule के लिए rotational constantकहा जाता है इसलिए value BJ है जिसका उपयोग हर कोई करता है अब B का dimension क्या है यह जिस तरह से लिखा गया है उससे यह स्पष्ट है और यह तथ्य कि J केवल क्वांटम संख्या 0 1 2 3 को J के रूप में लेता है यह बहुत स्पष्ट है कि J का कोई dimension नहीं है और इसलिए B का dimension के dimension के समान होना चाहिए जो एक wave number इकाई है और wave number की unit 1लंबाई है यदि आपको वेव संख्याओं की परिभाषा याद है तो यह दी गई इकाई लंबाई में कई तरंगें हैं इसलिए यह प्रति इकाई लंबाई या प्रति सेंटीमीटर इंच या सेंटीमीटर प्रतिलोम है और आइए देखें कि क्या B का dimension के समान है I की परिभाषा को याद करें तो यह h by 8 pi square μ r2 c के अलावा कुछ भी नहीं है और h में इकाइयाँ जूल सेकंड हैं जो कि किलोग्राम मीटर वर्ग प्रति सेकंड को किलोग्राम में μ से विभाजित किया जाता है यह एक reduced mass है याद रखें mu m1 m2 m1 m2 है और इसलिए इसके द्रव्यमान का dimension किलोग्राम है r square meter square है और c प्रकाश की गति मीटर प्रति सेकंड के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए उचित मात्रा को रद्द करने से आप जो समाप्त करते हैं वह 1 मीटर है इस प्रकार B में wave number का dimension है J क्वांटम संख्या है इसलिए आयामी रूप से हम सही कह रहे हैं यह सही है और मात्रा B प्रत्येक diatomic molecule की विशेषता है कैसा है यह यह अणु के अनुरूप दो मापदंडों पर निर्भर है एक अणु का reduced mass है और दूसरा अणु में दो परमाणुओं के बीच अंतर परमाणु के तहत अणु की एक property है अब आइए हम ऊर्जा स्तरों E को के एक फलन के रूप में देखें हम यही लिखना चाहते हैं चूँकि B Jका सूत्र है आइए हम कुछ मान लिखते हैं J बराबर 0 E0 से मेल खाता है जो कि 0 है J बराबर 1 E1 से मेल खाता है जो कि 2B J के एक function के रूप में ऊर्जा स्तर बढ़ रहा है इसलिए आप देखते हैं कि ऊर्जा के स्तर में वृद्धि होती है और ऊर्जा स्तरों के बीच अंतर जिसे आप स्पेक्ट्रोस्कोपिक transition के रूप में देखते हैं अब इन स्तरों के बीच अंतर स्पेक्ट्रोस्कोपिक transition द्वारा निर्धारित किया जाएगा तो आइए अब ऊर्जा स्तर आरेख बनाएं E0 0 है यह J बराबर 0 है E1 यदि मैं इसे खींचता हूँ तो यह 2B है E2 6B है इसलिए उपयुक्त ऊर्जा के पैमाने पर यह बढ़ता हुआ ऊर्जा पैमाना E है यह मान है E2 6B है E0 और E1 के बीच का अंतर 2B है E1 और E2 के बीच का अंतर 4B है और अगला लिखो यह 8 है E3 12B है और इन दोनों के बीच का अंतर 6B है और निश्चित रूप से E4 इस स्क्रीन से बाहर चला जाता है यहाँ कहीं 20B है मुझे सबसे ऊपर लिखने दे और यहाँ अंतर अब 8B है तो J के संदर्भ में क्रमिक ऊर्जा स्तर है जो एक कठोर डायटोमिक अणु में हो सकता है Selection rule यह है कि एक कठोर diatomic molecule के लिए किन transition की अनुमति है या देखा जा सकता है जिन transition की अनुमति है वे केवल इस मान ΔJ के अनुरूप J ±1 के बराबर है जिसका अर्थ है कि यदि अणु J 1 अवस्था में है यदि एक माइक्रोवेव विकिरण अनु पर पड़ रही है तो यह एक transition से गुजर सकता है यह अवशोषण की प्रक्रिया द्वारा अगले स्तर J 2 में transition से गुजर सकता है या यह उत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा J 1 से J 0 तक एक transition से गुजर सकता है जो या तो स्वतःस्फूर्त उत्सर्जन इनमें से कोई एक प्रक्रिया है लेकिन यह इस धारणा के तहत J 1 से J 3 तक नहीं जा सकता है या कठोर Hamiltonian को क्लासिकल Hamiltonian के रूप में स्थापित करने के इस मॉडल के भीतर इसे क्वांटम में परिवर्तित कर और इस कठोर अनुमान के माध्यम से पालन नहीं कर सकता है यह मॉडल J से J 2 या J 2 या J से J 3 या J 3 में transition की अनुमति नहीं देता है ΔJ को ±1 होना चाहिए अब इसके साथ आप देखते हैं कि पहला nu बार 2B से मेल खाता है क्योंकि वह और कुछ नहीं बल्कि E1 और E0 के बीच ऊर्जा अंतर है 1 और 2 के बीच ऊर्जा स्तर 1 से 2 में transition 4B है जो कि E2 और E1 के बीच ऊर्जा अंतर है और 6B है E3 और E2 के बीच ऊर्जा अंतर है और जो आप देखते हैं वह कुछ भी नहीं है लेकिन यदि आप इस अणु का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो आप देखेंगे कि क्या हम इसे wave number इकाई के रूप में प्लॉट करते हैं और हम y अक्ष के साथ absorption या absorbance करते हैं जो आप देखेंगे वह फ्रीक्वेंसी 2B के अनुरूप एक transition है जो ग्राउंड स्टेट से rotational state से J 1 अवस्था में एक transition है आप एक और transition देखेंगे यदि J 1 अवस्था में पर्याप्त अणु हैं तो आप 1 से 2 तक एक transition देखेंगे यदि हम अवशोषण की योजना बनाते हैं तो हम 4B के अनुरूप एक transition देखेंगे और यदि अणु J 2 अवस्था में है तो J 2 से J 3 तक का अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको 6B के अनुरूप एक रेखा देगा तो आप जो देख रहे हैं वह समदूरस्थ रेखाओं की एक श्रृंखला वर्णक्रमीय रेखाएँ उनके बीच का अंतर आपको 2B का मान देता है

यदि आपको याद हो कि B के अलावा और कुछ नहीं है और यदि आप प्रायोगिक स्पेक्ट्रम आदि के मान की गणना कर सकते हैं

आज माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में 50 60 वर्षों के शोध के बाद प्रायोगिक डायटोमिक स्पेक्ट्रा में बॉन्ड की दूरी लगभग तीसरे या चौथे दशमलव तक एंगस्ट्रॉम में प्राप्त की जा सकती है जो कि सटीकता का एक बहुत ही उच्च स्तर है इसलिए प्रायोगिक माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी एक diatomic molecule में प्रयोगात्मक रूप से interatomic distances को निर्धारित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है और विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से values की पुष्टि करते हुए आप interatomic distance के value को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रयोगों के साथ सत्यापित कर सकते हैं इस विषय के अगले टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले आइए हम कुछ द्विपरमाणुक आण्विक स्पेक्ट्रमों बहुत कम है और आपको तुरंत पता होना चाहिए कि isotopic masses अलग अलग स्पेक्ट्रम को क्यों जन्म देगा लेकिन दोनों स्थितियों के लिए आप जो देखते हैं वह उन विभिन्न रेखाओं के बीच है जो यहाँ हैं 1 2 3 4 5 या यहाँ की रेखाओं के बीच 1 2 3 4 5 वे हैं कि कार्बन के दो अलग अलग isotopes अलग अलग स्पेक्ट्रा को देते हैं इस सूत्र से स्पष्ट होना चाहिए जो कि इसके द्वारा दिया गया है 2B और कुछ नहीं है और I m1 m2 m1 m2 है इसलिए यदि एक परमाणु का द्रव्यमानऑक्सीजन 16 है और दूसरे परमाणु का कार्बन 12 है आपको इस बार r वर्ग के लिए एक मान मिलता है आपको reduced mass के लिए एक मान मिलता है और अगर अणु ऑक्सीजन 16 और कार्बन 13 तो आपको reduced mass के लिए एक और मान मिलता है और इसलिए आप देखते हैं कि आपको दो अलग अलग स्पेसिंग मिलते हैं यौगिक के isotopic masses पर निर्भर एक ही अणु के लिए rotational spacings अब आपको क्या लगता है कि यह अंतर सबसे ज्यादा कहां होगा अंतर अधिकतम होगा आपको याद है कि reduced mass अधिकतम मान से भिन्न होगा यदि उदाहरण के लिए द्रव्यमान में से एक दोगुना हो आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लें HCl लें और यदि आप हाइड्रोजन क्लोराइड स्पेक्ट्रम की तुलना ड्यूटेरियम कहानी का एक हिस्सा है जैसा कि आप पहले लेक्चर से याद करते हैं एक स्पेक्ट्रम में हम कम से कम 2 या 3 अलग अलग चीजों में रुचि रखते हैं और इस पाठ्यक्रम में हम 3 में से 2 चीजों में रुचि रखते हैं अर्थात् रेखा की स्थिति इस तथ्य के कारण होता है कि हमने श्रोडिंगर समीकरण को देखा और जो क्वांटम संख्या को जन्म देता है यहां दोनों डिग्री rotation degrees of freedom में moments of inertia हैं और इसलिए हमारे पास केवल एक मुक्त चलने वाला पैरामीटर है अर्थात् moment of inertia और हम ऊर्जा स्तर के रूप में एक क्वांटम संख्या निर्भरता J से J1 प्राप्त करते हैं तो एक अर्थ में लाइन की स्थिति अब बहुत स्पष्ट रूप से समझी जाती है जहां तक एक अणु के कठोर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम का संबंध है लेकिन इंटेंसिटी के बारे में क्या मुझे दोनों मामलों के लिए एक ही अणु कार्बन मोनोऑक्साइड के स्पेक्ट्रम को दिखाने दें C12 O16 और C13 O16 आप यहाँ क्या देखते हैं यदि आप याद करते हैं कि अब हम समझते हैं कि इस जगह इस जगह इस जगह और इस जगह वगैरह में रेखाएं क्यों होती हैं यह BJ ऊर्जा स्तर की संरचना के कारण है लेकिन यदि आप इस रेखा छंद की इंटेंसिटी और इस रेखा की इंटेंसिटी को देखते हैं तो आप देखते हैं कि इंटेंसिटी स्पष्ट रूप से भिन्न होती है क्योंकि आप इसी तरह एक रोटेशन से दूसरे रोटेशनल transition में जाते हैं अब हम दूसरे स्पेक्ट्रम को देखते हैं यहाँ हाइड्रोजन फ्लोराइड गर्म हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस फेस अणु का रोटेशनल स्पेक्ट्रम है और जो आप यहां देख रहे हैं वह दो श्रृंखलाएं हैं पानी के अणु के कारण रेखाएं और लिथियम फ्लोराइड अणु के कारण रेखाएं तो आइए हम केवल हाइड्रोजन फ्लोराइड अणु से संबंधित रेखाओं से संबंधित हैं जिन्हें आप इस तरफ देख सकते हैं आप देखते हैं कि रेखाएँ spectral lines central line नाम की कोई चीज होती है यह विभिन्न क्वांटम संख्याओं के कार्य के रूप में शुद्ध रोटेशनल transition है आप देखते हैं कि यदि आप इन रेखाओं के बारे में सोचते हैं यह एक यह एक ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के स्पेक्ट्रम की रोटेशनल रेखाओं के अनुरूप रोटेशनल रेखाएं हैं तो आप जो देख रहे हैं वह एक प्रकार का envelope pattern है जैसे जैसे आप wave number में छोटी wave number से यहां बड़ी wave number में आगे बढ़ते हैं रोटेशनल इंटेंसिटी बढ़ती प्रतीत होती है आप देखते हैं रोटेशनल पैटर्न एक लिफाफा गिरने जैसा प्रतीत होता है आमतौर पर हम J के विभिन्न values के एक function के रूप में एक डायटोमिक अणु के लिए इस रोटेशनल पैटर्न को draw कर सकते हैं इंटेंसिटी अगर हमें प्लॉट करना है तो आप जो देखेंगे वह है J 0 J 1 J 2 समदूरस्थ रेखाएं और इसी तरह और अंततः J के एक निश्चित मान के बाद रेखाएँ फिर से पतली होने लगेंगी क्षेत्र छोटा होगा और आप एक स्पेक्ट्रम देखेंगे और इसलिए जहां तक इंटेंसिटी का संबंध है आप जो देख रहे हैं वह कुछ इस तरह की आकृति है और रोटेशनल स्पेक्ट्रा के मामले में एक सरल व्याख्या है जबकि लाइन की इंटेंसिटी अलग अलग होती है इसलिए यदि हम लाइन की इंटेंसिटी के बारे में सोचते हैं तो पिछले लेक्चर से याद करें अणुओं की संख्या जो किसी दिए गए ऊर्जा स्तर को आबाद के लिए आपको याद होगा कि हम सूत्र N1 N0 का प्रयोग करते हैं एक सामान्य सिद्धांत है जिसके द्वारा हम विभिन्न ऊर्जा स्तरों पर अणुओं के ऊष्मीय वितरण का वर्णन कर सकते हैं जो आप यहां देखते हैं यहां यह दो स्तरीय ऊर्जा प्रणाली है दो ऊर्जा स्तर की प्रणाली और यदि आपके पास रोटेशनल मामले की तरह कई ऊर्जा स्तर हैं तो दिए गए ऊर्जा स्तर i में अणुओं की संख्या उस स्तर 2 Ji 1 गुना से जुड़ी डिजनरेसी के लगभग प्रोपोर्शनल है यदि सिस्टम में कुल N अणु हैं और यदि विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं जो अणुओं तक पहुंच सकते हैं तो आप जो देखते हैं वह इन स्तरों में से प्रत्येक में अणुओं की सापेक्ष आबादी कर लिया जाएगा अब कुल संख्या N और कुछ नहीं बल्कि सभी Ni का योग है यदि आप योग को i Ni के रूप में लिखते हैं तो आप जो देख रहे हैं वह स्पष्ट रूप से है कि i Ni i के प्रत्येक मान ऊर्जा स्तरों के प्रत्येक मान के लिए 1 से कम का एक अंश से बहुत अलग नहीं है जिसे आप थर्मल संतुलन से जोड़ रहे हैं यह एक ही बात है इसलिए गैस फेस में थर्मल संतुलन के तहत अणु इस सूत्र के अनुसार ऊर्जा स्तर पर कब्जा कर लेते हैं और यह तुरंत देखा जाता है कि जब आप इसे J0 के लिए लिखते हैं तो degeneracy factor - 2 J 1 1 होता है और ऊर्जा e to the minus h nu है J 0 से संबद्ध ऊर्जा स्तर 0 है इसलिए यह e0 है तो यह 1 है तो ऐसे कई ऊर्जा स्तरों में से J 0 केवल 1 है यदि आप J 1 को देखें तो यह 3 - 2 J 1 3 है और probability factor e to the minus h nu minus 2BkT है और J 2 के लिए यह पाँच गुना है hν ऊर्जा के मान से मेल खाता है यदि आपको याद है Ni hνJ से मेल खाता है जो कि J से जुड़ा ऊर्जा स्तर है क्वांटम संख्या J के साथ इसलिए आपके पास ऊर्जा है wave number में ऊर्जा 2B है k T तकनीकी रूप से सही होना है इसके अलावा मैं लिख दूं कि इस पूरी चीज को h c से गुणा किया जाए इस पूरी चीज को गुणा करना चाहिए क्योंकि k T में ऊर्जा के dimension हैं और इसलिए B h c निकाय से जुड़ी ऊर्जा है तो आपके पास 6B h c है जो k T से आयामी रूप से विभाजित है तो लेकिन यह देखना महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे J मान बढ़ता है अपक्षय कारक जो आपको दिखाई देता है उसमें यह अजीब गुण होता है कि exponential minus 2B by k T minus 6B by k T times h c और इसी प्रकार तो घातीय कारक कम होने लगता है लेकिन कमरे के तापमान पर सोचें kT का मान क्या है कमरे के तापमान पर kT बोल्ट्ज़मान कांस्टेंट k का मान 138 है मैं लगभग 10 23 जूल प्रति केल्विन लिख रहा हूं और कमरे के तापमान पर भारत के बारे में चिंता न करें आमतौर पर आप जिस पाठ्य पुस्तक में देखते हैं उसमें कमरे का तापमान लगभग 300 केल्विन होता है और यह मानते हुए कि हम 300 केल्विन के औसत तापमान को देख रहे हैं k T का क्रम 300 into 138 x 10 23 joules है अब यहाँ एक केल्विन की देखभाल की जाती है वह कुल ऊर्जा है तो आपके पास 4 3 1 है और फिर आपके पास लगभग 414 गुना 10 21 joules है अब इसकी तुलना BJ से करें आइए हम एक साधारण मॉलिक्यूलर अवस्था कार्बन मोनोऑक्साइड या h जैसी किसी चीज़ के लिए BJ B का मान 1923 centimeter inverse दिया गया है तो इसे B मान के रूप में दिया गया है h c B कुछ ऐसा है जिसे आप गणना कर सकते हैं h प्लैंक नियतांक है c प्रकाश की गति है तो order of magnitude का एक त्वरित अनुमान आइए हम order of magnitude का एक त्वरित गणना करें आइए हम वास्तविक संख्याएं न करें मेग्नीट्यूड का क्रम 19 x 10 2 meter inverse है हम SI इकाइयों का उपयोग कर रहे हैं यह B मान है और पहले J 1 के लिए ऊर्जा 2B है तो यह 2B है और h 6626 x 10 34 joules second है और c प्रकाश की गति आइए हम केवल 3 x 108 meters per second लिखें तो आपके पास h c B के लिए अनुमानित ऊर्जा है यह E1 है अनुमानित value आइए पहले orders को 10 की power के संदर्भ में एकत्र करें आपके पास minus 34 plus 8 है जो minus 26 और 2 minus 24 है तो आपके पास 10 raised to minus 24 है ऊर्जा जूल है क्योंकि जूल सेकेंड सेकेंड इनवर्स और मीटर और मीटर इनवर्स कैंसिल आउट तो dimension ऊर्जा का है और आपके पास मोटे तौर पर 38 है और दूसरे 3 66 हैं तो आप लगभग 18 लगभग 203 लगभग 60 देख रहे हैं तो मैं इसे 6 x 10 23 joules के रूप में gross approximation में लिखता हूँ इसे 2B h c के रूप में दिया गया है और k T को पहले लगभग 414 into 10 21 के रूप में दिया गया है k T 4414 into 10 21 है तो आप देखते हैं कि मान e से ऋणात्मक एक बहुत छोटी संख्या है और यह लगभग 1 के बराबर है लगभग 1 के बराबर यह ठीक 1 नहीं है लेकिन 1 और इसके बीच का अंतर बहुत छोटा है और इसलिए आप जो देख रहे हैं वह यह है कि जब आप संख्या N1 N0 लिखते हैं तो यहां डिजनरेसी फैक्टर 3 होता है डिजनरेसी फैक्टर 1 है और यह फैक्टर लगभग 1 है क्योंकि यहाँ 2B और 6B के बीच का अंतर बहुत छोटा है इसी तरह जब आप N2N0 से करते हैं तो यह अब 5 के order का है और निश्चित रूप से एक exponential है यदि आप सटीक गणना करना चाहते हैं तो यह E2 और E0 के बीच के अंतर में N2N0 5 है N2N0 6B है तो आपके पास माइनस 6B h c k T है जो अभी भी एक छोटी संख्या है और इसलिए N2N0 N शून्य से बड़ा है और N1N0 N0 से बड़ा है इसलिए पहली ऊर्जा अवस्था और अगली ऊर्जा अवस्था वगैरह के लिए इन रेखाओं की इंटेंसिटी J के एक निश्चित मान तक बढ़ती रहती है जब यह एक महत्वपूर्ण संख्या बन जाती है और यह अनुपातों को कम करने लगती है और यह वही है जो आप हमारे यहां जो पैटर्न के रूप में देखते हैं 2J 1 गुना माइनस EJ k T के exponential अनुपात को बढ़ाता रहता है 2J 1 के कारण J के एक निश्चित मान तक बढ़ता रहता है और इससे परे exponential factor महत्वपूर्ण है इसलिए आप देखते हैं कि इंटेंसिटी कम हो जाती है यह विशुद्ध रूप से एक diatomic molecule का मामला है तो मैं आज हमारे पास मौजूद माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिस्से को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूं जो महत्वपूर्ण है वह निश्चित रूप से संतुलन ज्यामिति है जहाँ B diatomic molecule से जुड़ा रोटेशनल कांस्टेंट है B है I moment of inertia है और इसलिए अणु के reduced mass को देखते हुए अंतर परमाणु दूरी की गणना की जा सकती है और साथ ही बोल्ट्ज़मान वितरण के रूप में NJ verses NJ' का अनुपात आपको देता है जहां डेल्टा E ऊर्जा अंतर EJ EJ' है इस वितरण को देखते हुए आप बोल्ट्जमान वितरण के रूप में जो देखते हैं वह आपको इन अणुओं के प्रयोगात्मक स्पेक्ट्रम में मिलता है